इसलिए अब हम तथाकथित भौतिक संश्लेषण के लिए कुछ तकनीकों के बारे में बात करते हैं जब हम भौतिक संश्लेषण कहते हैं तो वास्तव में क्या मतलब है हम कुछ नकारात्मक स्लैक्स के नियंत्रण को समायोजित करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए जब आप टाइमिंग एनालिसिस करते हैं नेटलिस्ट पर स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस करते हैं तो हम पा सकते हैं कि कुछ नेट्स में वे निगेटिव स्लैक्स हैं इसलिए कुछ सुधारात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है इसलिए आवश्यक आगमन समय वास्तविक आगमन समय से कम है तो उन मामलों के लिए आपको कुछ प्रकार के सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता होती है यह वही है जो तथाकथित भौतिक संश्लेषण चरणों का मतलब है तो हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं इसलिए भौतिक संश्लेषण जैसा कि मैंने कहा है कि समय अनुकूलन तकनीकों के संग्रह के अलावा कुछ नहीं है ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य नकारात्मक स्लैक्स को आज़माना और नियंत्रित करना है नकारात्मक स्लैक्स को आज़माएं और समाप्त करें उन्हें 0 या सकारात्मक बनाएं इसलिए पहले हमने देखा था कि टाइमिंग बजट क्या है तो इसमें कुछ टाइमिंग बजट बनाना शामिल हो सकता है और इन बजटों के आधार पर आप यह जांचने की कोशिश करते हैं कि कहीं यह बजट मिल रहा है या नहीं आप कह सकते हैं कि आप संतुष्ट नहीं हैं यदि आप सर्किट के प्रत्येक बिंदु पर इन बजटों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं और जब भी हम देखते हैं कि किसी प्रकार का उल्लंघन हो रहा हैं आपको कुछ सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए अब हम यहां देख रहे हैं कि इस प्रकार के समय के उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए हम कौन से सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं इसलिए जब हम कहते हैं कि समय के बजट में वे टारगेट डिले शामिल करते हैं तो मेरा मतलब है कि या तो एक संपूर्ण पथ या पाथ्स के छोटे खंड के साथ जो कि नेट हैं यह या तो प्लेसमेंट या रूटिंग चरणों के दौरान किया जा सकता है या बाद में समय सुधार के दौरान भी किया जा सकता है इसका मतलब है आप सब कुछ करने के बाद देखते हैं कि कुछ समय संतुष्ट नहीं हो रहा है तो आप इन सुधारात्मक कार्रवाइयों को तब भी कर सकते हैं मोटे तौर पर टाइमिंग सुधार 3 दृष्टिकोणों का उपयोग करके किया जा सकता है पहले एक को गेट साइजिंग के रूप में जाना जाता है दूसरे को बफरिंग कहा जाता है जिसमें नेट सूची में बफ़र्स को शामिल करना शामिल है और तीसरा आपकी नेट सूची को किसी तरह से संशोधित करते हैं इसे नेटलिस्ट पुनर्गठन कहा जाता है तो हम पहले वाले से शुरू करते हैं गेट साइज़िंग यह एक सर्किट डिले को समायोजित करने के लिए बहुत सरल और एक बहुत ही आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है अब एक बात जो आप देखते हैं वह यह है कि आज जैसा कि मैंने पहले कहा था अधिकांश डिजाइन किए गए सर्किट जो निर्मित होते हैं वे अर्ध कस्टम या मानक सेल डिज़ाइन शैली पर आधारित होते हैं तो वहाँ मूल विचार क्या है हमारे पास एक टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी है जहां सेल्स का एक समूह है जो पहले से डिज़ाइन किए गए हैं और लाइब्रेरी में रखे गए हैं वे सभी एक ही ऊंचाई के हैं उनकी चौड़ाई अलग अलग हो सकती है इसलिए जो कुछ भी आवश्यक है मैं लाइब्रेरी से एक सेल उठाता हूं मैंने इसे अपने लेआउट में डाल दिया है और लेआउट पंक्तियों के संदर्भ में अच्छी तरह से व्यवस्थित है अब हम यहां जो बात करते हैं वह यह है कि हम एक उदाहरण लेते हैं हम कहते हैं कि मुझे 2 इनपुट NAND गेट की आवश्यकता है इसलिए मुझे उम्मीद है कि लाइब्रेरी में 2 इनपुट NAND सेल होगा वास्तव में एक सेल है लेकिन सिर्फ एक ही नहीं कई ऐसे 2 इनपुट NAND गेट हो सकते हैं जहां गेट्स के आकार भिन्न होते हैं इसलिए मैं समझाता हूं कि आकार के इस भिन्न होने का क्या अर्थ है इसलिए मैंने अभी जो उल्लेख किया है वह यह है कि प्रत्येक लॉजिक गेट या साधारण फंक्शनल ब्लॉक जो एक मानक सेल लाइब्रेरी में होने चाहिए वे कई आकारों में उपलब्ध हैं मोटे तौर पर एक बड़े गेट मैं करंट ड्राइविंग क्षमता अधिक होगी यही कारण है कि हम यहां कहते हैं कि उनके पास अलग अलग ड्राइव ताकत हो सकती है बड़े गेट के पास बड़ी करंट ड्राइविंग क्षमता होगी छोटे गेटों में करंट ड्राइविंग क्षमता कम होगी तो यह ड्राइव ताकत वास्तव में करंट को निर्धारित करती है जो गेट स्विचिंग के दौरान लोड को प्रदान कर सकती है अब यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे मैं समझा रहा हूँ इसलिए जब कोई गेट किसी अन्य गेट को चला रहा होता है तो गेट आउटपुट वास्तव में लोड कैपइसटेंस का सामना करता है तो यह कैपइसटेंस किस कारक पर निर्भर करती है यह फैनआउट पर निर्भर करता है कि वह कितने गेट चला रहा है और चालित गेट का आकार भी आइए हम इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास करें हमें NAND इनपुट करने के लिए एक सरल उदाहरण देखें तो मैं आपको एक CMOS स्तर ट्रांजिस्टर स्तर की प्राप्ति 2 इनपुट NAND दिखा रहा हूं तो नीचे पुल में आपके पास 2 n type ट्रांजिस्टर nMOS हैं और यहाँ आपके पास pMOS ट्रांजिस्टर a और b हैं और यह आउटपुट है जिसे हम f कहते हैं तो यहाँ यह a है यह b है और यह f है अब हम जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वह यह है कि एक ट्रांजिस्टर कितना छोटा हो सकता है अब यदि आप एक ट्रांजिस्टर को देखते हैं तो एक टॉप व्यू से एक MOS ट्रांजिस्टर देखें एक क्षेत्र है जो चैनल है यह चैनल है एक तरफ आपके पास यह स्रोत है दूसरी तरफ आपके पास ड्रेन है तो इस चैनल में करंट प्रवाहित होगा अब सवाल उठता है यह स्रोत है यह ड्रेन या रिवर्स है और यह चैनल है अब सवाल यह उठता है कि इस चैनल का आकार क्या है जिसका हमें उपयोग करने की आवश्यकता है अब आप नेचुरल ऑप्टिमाइजेशन के दृष्टिकोण से देखते हैं हम अनावश्यक रूप से किसी गेट और चैनल को क्यों बनाएं हम इसे छोटे रूप में उपयोग करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह मेरा उद्देश्य पूरा करता है आप इन चैनलों के आकार देखते हैं वे सभी किसी न किसी प्रकार के आकार पर आधारित होते हैं यह एक बहुत ही मानक प्रौद्योगिकी या मानक प्रक्रिया है एक चैनल न्यूनतम आकार 2 लैम्ब्डा बाय 2 लैम्ब्डा हो सकता है यह न्यूनतम फीचर्ड आकार है इसे कहा जाता है और एक और बात है कि pMOS ट्रांजिस्टर उनकी मोबिलिटी का मतलब है समग्र मोबिलिटी थोड़ी कम है इसका मतलब है होल्स nMOS ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉनों की तुलना में थोड़ा धीमा चलते हैं तो इस स्विचिंग गति को तुलनीय बनाने के लिए pMOS ट्रांजिस्टर को थोड़ा बड़ा किया जाता है आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से एक ट्रांजिस्टर बना सकते हैं आप इस तरह एक ट्रांजिस्टर बना सकते हैं 4 लैम्ब्डा बाय 2 लैम्ब्डा मेरा मतलब है कि आप इसे इस तरह बना सकते हैं 4 लैम्ब्डा बाय 2 लैम्ब्डा या आप एक बड़ा वर्ग के आकार का 4 लैम्ब्डा बाय4 लैम्ब्डा बना सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप एक ट्रांजिस्टर के आकार को बदल सकते हैं मतलब है चैनल इसलिए जब मैं कहता हूं कि एक ट्रांजिस्टर का आकार का मतलब है कि मैं एक चैनल के आकार का उल्लेख करता हूं अब मैं जो कह रहा हूं कि मैं यह मान रहा हूं कि यह पी टाइप और एन टाइप सभी समान हैं लेकिन वास्तव में पी प्रकार मोबिलिटी के मुद्दों के कारण थोड़ा बड़ा होगा इसलिए मूल ट्रांजिस्टर का आकार 2 लैम्ब्डा बाय 2 लैम्ब्डा है हम 1 के रूप में संदर्भित करते हैं 1 से 1 1 से 1 है 1 से 1 है 1 से 1 तक है इसलिए यह 1 से 1 तक के मामले को संदर्भित करता है कि लंबाई और चौड़ाई समान है लेकिन मान लीजिए कि मैं व्यापक चैनल बना हूं इसलिए मैं चैनल को इस तरह व्यापक बनाता हूं मेरा मतलब है कि स्रोत एक तरफ है दूसरी तरफ ड्रेन है इसलिए क्योंकि यह व्यापक है प्रतिरोध कम हो जाएगा इसलिए यदि प्रतिरोध कम हो जाता है तो यह अधिक धारा प्रवाहित कर सकता है तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि मैं एक गेट को बड़ा बना सकता हूं इसलिए 1 से 1 कहने के लिए आयाम को बदलकर बड़ा कहा जाता है मैं इसे 1 से 2बना सकता हूं कुछ ऐसा है इसलिए मैं गेट को व्यापक बनाता हूं इसलिए अगर मैं इसे व्यापक बनाता हूं तो यह अधिक करंट चला सकता है तो मूल विचार कुछ इस तरह है और बस एक और बात आप बस यह देखते हैं कि मान लीजिए कि यह गेट अन्य गेट्स के समान है इसी तरह के गेट का मतलब है कि आउटपुट क्या है हम कहते हैं कि यह f है यह f एक और NAND गेट के इनपुट पर जा रहा है तो हम कहते हैं इसलिए यह बिंदु एक पी टाइप ट्रांजिस्टर से जुड़ा होगा और यह इस तरह से एक n टाइप ट्रांजिस्टर से भी जुड़ा होगा तो हर ट्रांजिस्टर के लिए गेट सब्सट्रेट कपसिटंस करने के लिए काफी पर्याप्त है तो एक समतुल्य सर्किट हम पहचान सकते हैं हम यह मान सकते हैं कि यह लोड CL की क्षमता चला रहा है तो यह कैपेसिटिव लोड फैनआउट पर निर्भर करता है अगर 2 ऐसे गेट हैं तो CL का वैल्यू दोगुना हो जाएगी क्योंकि ट्रांजिस्टर के ऐसे अन्य जोड़े हैं जिन्हें संचालित किया जा रहा है तो यह फैनआउट लोड क्षमता को निर्धारित करता है और जब हम कहते हैं कि एक गेट का आउटपुट 0 से 1 या 1 से 0 तक बदल रहा है इसलिए जब मैं कहता हूं कि यह 0 से 1 तक बदल रहा है जिसका मतलब है कि कैपेसिटर को शुरू में डिस्चार्ज किया गया है आउटपुट 0था अब यह चार्ज हो रहा है यह VDD है यह इसी पाथ से चार्ज होता है अब जब मैं कहता हूं कि आउटपुट 1 से 0 तक जा रहा है तो हम कहते हैं कि यह इस पाथ से डिसचार्जिंग हो रहा है तो यह चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम 2 चीजों पर निर्भर करेगा एक कपसिटंस की वैल्यू है जितनी बड़ी है वैल्यू होगी उतना ही धीमा यह प्रक्रिया होगी और इस पथ के साथ का प्रतिरोध प्रतिरोध कम होने पर उतनी तेजी से चार्ज डिसचार्जिंग होगा इसलिए यदि मैं एक गेट बड़ा बनाता हूं तो यह डिसचार्जिंग तेजी से होगा इसलिए मेरे गेट की डिले कम होगी इसलिए यह मोटे तौर पर एक गेट के आकार का मतलब है हम एक गेट को बड़ा कैसे बना सकते हैं इसलिए हम इन MOS स्तर के डिजाइनों के अंदर और विस्तार में नहीं जा रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह जानने और सराहना करने के लिए पर्याप्त है लेकिन जैसा कि मैं एक गेट को बड़ा बनाता हूं जिसका मतलब है कि मैं अपने ट्रांजिस्टर को व्यापक बनाता हूं चैनल व्यापक इसलिए मैं अधिक करंट को चला सकता हूं इसलिए मेरी RC डिले कम हो जाएगी इसलिए गेट डिले 0 से 1 1 से 0 बढ़ती और गिरने के समय में डिले कम हो जाएगी और अधिक संख्या में फैनआउट कैपेसिटिव लोड अधिक होगा मेरी डिले अधिक होगी क्योंकि मुझे बड़े कैपेसिटर चार्ज करना होगा तो हम एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि हमारे पास एक गेट v है और गेट के 3 संस्करण हैं जो लाइब्रेरी में संग्रहीत हैं A का आकार सबसे छोटा है v A का आकार v B के आकार से कम है आकार v C से कम है तो यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले ही कहा था इसलिए यदि किसी गेट का आकार बड़ा है जिसका अर्थ है कि इसका आउटपुट रेजिस्टेंस कम होगा और जो संभवत समान या कम डिले के साथ एक बड़ा लोड कपसिटंस ड्राइव कर सकता है अब 2 चीजें हैं इसलिए यदि आप एक गेट बड़ा बनाते हैं तो एक और बिंदु है जो चित्र में भी आ रहा है इसलिए यदि आपको गेट बड़ा करने के लिए दिया जाता है तो आप चैनल को आकार में बड़ा बना रहे हैं इसलिए गेट के अंदर एक आंतरिक कपसिटंस भी होगी जो यहाँ खेलने में आ रही होगी इसलिए पहले हम लोड कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे थे कुछ अन्य गेट एक और गेट चला रहे हैं लेकिन अब मैं उसी गेट के बारे में सोच रहा हूं गेट के अंदर चैनल और मैदान के बीच कुछ अन्य आंतरिक परतें हो सकती हैं इसलिए जब लोड कैपेसिटेंस बड़ा होता है तो यह आंतरिक कैपेसिटेंस ज्यादा मायने नहीं रखेगा इसलिए जैसे जैसे आप गेट को बड़ा करेंगे आपकी डिले कम होती जाएगी तो यह संबंध धारण करेगा यह उस स्थिति के लिए है जब आंतरिक कैपेसिटेंस छोटी होती है और लोड कैपेसिटेंस बड़ी होती है तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग समय यहाँ मुख्य डिले होगी लोड कैपेसिटेंस को चार्ज करना और लोड कैपेसिटेंस को डिस्चार्ज करना अतः v A सबसे छोटा है v A की डिले सबसे बड़ी v C होगी सबसे बड़ी देरी सबसे छोटी होगी लेकिन यदि रिवर्स सच है मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्याप्त लोड कपसिटंस नहीं है तो यह छोटा है इसलिए अब आंतरिक डिलेहावी होगी और इसलिए यदि आप a बनाते हैं तो यदि आप एक गेट को बड़ा करते हैं तो इसकी डिले भी बढ़ जाएगी इसलिए किसी गेट को बड़ा करने से डिले बढ़ रही है या नहीं यह चीजों की संख्या पर निर्भर करता है आपको उस पर भी गौर करना चाहिए चाहे वह उच्च कैपेसिटिव लोड चला रहा हो या वह उस उच्च लोड को नहीं चला रहा हो इस पर निर्भर करता है कि डिले या तो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है और एक अन्य बिंदु यह है कि यदि आप गेट का आकार बढ़ाते हैं तो यह पूर्ववर्ती चरण की डिले को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि आप देखते हैं कि हम फिर से इस चित्र पर वापस आते हैं मान लीजिए कि अगर मैं इन गेट्स को बड़ा बनाता हूं और अगर पिछले चरण से कुछ अन्य गेट हैं जो इसे चला रहे हैं तो यह भी एक कैपेसिटेंस का सामना करना पड़ेगा इसलिए अगर मैं इस गेट को बड़ा बनाता हूं तो कैपेसिटेंस का मान क्षेत्र के समानुपाती होता है इसलिए यदि मैं क्षेत्र को बड़ा बनाता हूं तो यह कैपेसिटेंस मान भी बड़ा हो जाएगा तो यह डिले भी बढ़ेगी तो यह कुछ ऐसा है जिसे आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब यह चार्ट वास्तव में हमें A B C जैसे 3 मामलों के लिए कुछ प्रतिनिधि मान दिखाता है जबकि मैंने कहा था कि A सबसे छोटा है और C सबसे बड़ा है A का आकार B के आकार से कम है C के आकार से कम है तो यह ग्राफ लोड कैपेसिटेंस के साथ गेट डिले की विविधता को दर्शाता है इसलिए लोड कैपेसिटेंस को फेमटोफार्ड्स में प्लॉट किया जाता है और पिकोसेकंड में डिले होती है तो इस ग्राफ का वास्तव में क्या मतलब है इसका मतलब है कि मैं एक दिखा रहा हूं मान लीजिए अगर लोड कैपेसिटेंस 25 फेमटोफार्ड्स है तो आपके सबसे छोटे गेट A के साथ आपकी देरी 35 पिकोसेकंड होगी B के साथ यह 30 होगी C के साथ यह 27 सही होगा तो विभिन्न लोड कैपेसिटेंस के लिए ये विशिष्ट रूपांतर हैं जिन्हें देखा गया है इसलिए यहाँ हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं जिनका उपयोग हम इन मूल्यों का चित्रण के लिए कर रहे हैं इसलिए मैं यह ग्राफ दिखा रहा हूं इसलिए ट्रांसफॉरमेशन का आकार बदलना जो यह कहता है यह कहता है कि मैं कम डिले को प्राप्त करने के लिए गेट के आकार को बदल देता हूं जैसे कि मेरे पास इस तरह एक सर्किट नेटलिस्ट है मैं एक गेट एक 2 इनपुट NAND गेट लेता हूं जो 3 अन्य पॉइंट चला रहा है आइए हम मान लें कि इन गंतव्य गेट्स के आकार अलग अलग हैं और उनकी कुल क्षमता इस तरह से है 15 सभी फेमटोफार्ड्स 10 और 0 05 अब क्योंकि यह कपसिटंस समानांतर में पड़ी होगी जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कपसिटंस समांतर है तो कुल नोट कपसिटंस जुड़ जाएगी तो कुल 3 हो जाएंगे 3 फेमटॉफर्ड इसलिए मैं 2 विकल्प दिखा रहा हूं अगर मैं va का उपयोग करता हूं जिसका अर्थ है 3 फेमटॉफ़र्ड के लोड के साथ सबसे छोटा गेट तो हम 3 फ़ीमेलोफ़र्ड vA के लोड के साथ वापस जाते हैं देरी 40 है इसलिए इस मामले में गेट के डिले में 40 हर्टोसेकंड होंगे लेकिन अगर मैं एक बड़े गेट vC का उपयोग करें इसलिए आप vC देखें कि डिले 28 है इसलिए यह गेट 28 होगा इसलिए आप बस गेट का आकार बदलकर देखें मैं डिले को 40 से 28 में बदल सकता हूं इसलिए यह काफी चौड़ा है भिन्नता जो मैं गेट के आकार को समायोजित करके बना सकता हूं यह मैंने पहले ही ठीक कहा है तो अगली तकनीक को बफरिंग कहा जाता है बफ़रिंग का अर्थ है कि हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक सर्किट में बफ़र्स का परिचय देते हैं आइए देखें कि बफरिंग को सर्किट में शुरू करने या सम्मिलित करने से क्या सुधार और विशेषताएं हो सकती है तो एक बफर क्या है बफर आमतौर पर इनवर्टर की एक जोड़ी का उपयोग करके बनाया जाता है या यदि आप एक इनवर्टर बफर चाहते हैं तो एक एकल इनवर्टर भी पर्याप्त हो सकता है कुछ चीज़ें करने में बफ़र्स आपकी मदद कर सकते हैं सबसे पहले सर्किट को गति देना या डिले तत्वों के रूप में सेवा करना यह एक बिंदु है जिसे हम बाद में फिर से बात करेंगे विचार इस प्रकार है मान लीजिए कि मेरे पास एक स्रोत है मेरे पास एक गंतव्य है इसमें एक तार जुड़ा होता है तो अगर तार की यह लंबाई l है तो इस तार की डिले यदि आप अभी एल्मोर डिले मॉडल की गणना करते हैं और डिस्ट्रिब्यूटेड RC मॉडल की गणना करते हैं तो इस इंटरकनेक्शंस की डिले लगभग L के वर्ग के समानुपाती होगी तो अब हम कहते हैं कि मैं एक संशोधन करता हूं इसके बजाय मैं बीच में एक बफर सम्मिलित करता हूं मैं इस कुल लंबाई को 2 भागों में तोड़ता हूं L बाय 2 और L बाय 2 तो आइए हम कहते हैं कि डिले L स्क्वायर में कुछ कांस्टेंट k के बराबर है तो इस मामले में पहले सेगमेंट के लिए डिले k इन टो L बाय 2 होल स्क्वायर होगी दूसरे भाग के लिए फिर से डिले डिले k इन टो L बाय 2 होल स्क्वायर होगी इसलिए यदि आप इसे जोड़ते हैं तो समग्र डिले L स्क्वायर बाय 4 प्लस L स्क्वायर बाई फोर4 होगी यह k L स्क्वायर बाय 2 होगा इसलिए डिले आधा हो गया है तो एक बफर शुरू करने से हम इंटरकनेक्शन डिले को कम कर सकते हैं डिले को कम करने के लिए यह एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण तकनीक है तो यह पहली बात है सर्किट को तेज करना दूसरा सिगनल इंटीग्रिटी में सुधार करने के लिए ट्रांजिशन टाइम समय को संशोधित कर रहा है तो यह क्या कहता है कि मान लीजिए कि मैंने एक सर्किट में एक बफर पेश किया है और इनपुट सिग्नल यह बहुत अच्छा नहीं है यह इस तरह बन गया है इसलिए एक साफ पल्स के बजाय इसलिए जब मेरे पास एक बफर का आउटपुट होता है तो मैं फिर से इस सिग्नल को एक अच्छी पल्स में पुन उत्पन्न करूंगा यह मेरा कहने का मतलब है कि सिग्नल रीजेनरेशन है चूंकि RC इफेक्ट होने के कारण सिग्नल कुछ दूरी पर प्रोपागेट होता है है इसलिए सिग्नल का समोच्च खराब हो जाता है सिग्नल की प्रकृति विकृत हो जाती है इसलिए अगर मैं एक बफर शुरू करता हूं फिर से सिग्नल को पुन उत्पन्न करता है तो यह फिर से बहुत अच्छा बनाता है और तीसरा यह आउटपुट साइड पर कैपेसिटिव लोड को सुरक्षा में मदद कर सकता है उदाहरण के लिए मेरे पास एक बफर है और बफर के आउटपुट में एक बड़ा कैपेसिटिव लोड है 2 कैपेसिटिव लोड हैं जो यह चला रहा है अब मान लें कि मैं एक बफ़र का परिचय देता हूं और उस बफ़र से मैं एक लोड को चला रहा हूं और मैं दूसरे बफर का उपयोग कर रहा हूं मैं दूसरे लोड को चला रहा हूं दूसरे लोड को चला रहा हूं इसलिए मैं 2 बफ़र्स और वास्तविक गेट के बीच लोड साझा कर रहा हूं जो शुरू में चला रहा था कि शील्डेड हो रही है यह केवल कैपेसिटिव लोड नहीं बफ़र्स चला रहा है तो ये कुछ तकनीकें हैं ये सुधार हैं जो किए जा सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से कुछ स्पष्ट कमियां हैं बफ़र का अर्थ है कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि मैंने कहा कि आम तौर पर वे 2 इनवर्टर बैक टू बैक मतलब 4 MOS ट्रांजिस्टर होंगे वे अधिक क्षेत्र का उपभोग करते हैं वे अधिक शक्ति का उपभोग करेंगे इसलिए आधुनिक EDA उपकरण वे बफ़र्स का उपयोग बहुत अधिक करते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आज के सर्किट बहुत अधिक प्रदर्शन से अवगत हो रहे हैं बहुत सारे प्रदर्शन संचालित अनुकूलन हैं जो किए जाते हैं और बफर इंसर्शन को एक बहुत लोकप्रिय तकनीक के रूप में माना जाता है इसलिए आधुनिक डिजाइनों में आमतौर पर बफ़र्स 10 से 20 प्रतिशत शामिल हो सकते हैं देखें बफ़र्स भी कुछ स्टैंडर्ड सेल्स हैं तो इसका मतलब है सभी स्टैंडर्ड सेल्स में से 10 से 20 प्रतिशत बफर हो सकते हैं और यह 40 प्रतिशत तक जा सकते हैं कुछ डिजाइनों में यह देखा गया है तो बफ़र हालांकि वे कुछ बहुत ही वांछनीय सुविधाएँ प्रदान करने में बहुत अच्छे हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ कमियां भी हैं आपको यह याद रखना होगा यह एक ट्रेडऑफ की तरह है तो आइए देखें कि बफरिंग कैसे बेहतर हो सकती है आइए हम एक 2 इनपुट NAND गेट का एक और उदाहरण लेते हैं जो 5 फैनआउट वाली लाइनें चला रहा है इसलिए उनमें से प्रत्येक 1 के कैप्सटेंस वैल्यू के साथ है इसलिए कुल लोड कैप्सटेंस 5 फेमटॉफर्ड होगा और आप vB का उपयोग कर रहे हैं यह दूसरा गेट है अब इस ग्राफ में हमने केवल 3 को दिखाया है इसलिए हमने पूरी चीज़ नहीं दिखाई है बस मैंने यहाँ नीचे उल्लेख किया है इसलिए यदि आप मध्यवर्ती vB का उपयोग कर रहे हैं तो 5 पिकफ्रेड 5 ff फेमटॉफर्ड लोड कैप्सटेंस के लिए विलंब 45 पीकोसेकंड के लिए आता है इसलिए हमने इस मूल्य का उपयोग किया है इस मामले के लिए गेट की देरी 45 पिकोसेकंड होगी लेकिन मान लीजिए हम इस पेन आउट की संरचना को संशोधित करते हैं जैसे कि बफर डालकर पहले दो d और e हम इसे वैसे ही रखते हैं यह y एक बफर है हम इसे ड्राइव करने के लिए उपयोग करते हैं शेष तीन तो आप देखते हैं कि अब vB 1 2 और 3 भी चला रहा है Y भी 1 2 और 3 चला रहा है चलिए मान लेते हैं कि y की इनपुट कैपेसिटेंस भी 1 है तो यह भी 3 फेमटॉफर्ड होगा यह भी 3 फेमटॉफर्ड होगा 3 फेमटॉफर्ड के साथ vB यह कितना है 33 33 देरी है तो इस गेट में 33 होंगे इसमें फिर से 33 होंगे तो कुल डिले 33 प्लस 33 होगी लेकिन यह गेट डिले 45 थी अब यह घटकर 33 हो गई है इसलिए यदि यह d और e कुछ गंतव्य हैं जहां इस सिग्नल को पहले प्रेषित किया जाना है उन्हें पहले आगमन के समय की आवश्यकता होती है फिर आप इन रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं इसलिए हालांकि कुल डिले 66 है लेकिन कुछ आउटपुट आप 33 की डिले के साथ ड्राइव कर सकते हैं जैसे कि यह बेशक इस 45 की तुलना में बहुत तेज है तो यह वही है जो हमने पहले ही कहा है यह पहले से ही हमने समझाया है तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान में हम कुछ अन्य भौतिक डिज़ाइन तकनीकों पर नज़र डालेंगे जहाँ नेटलिस्ट पुनर्गठन करेंगे विभिन्न तकनीकें जिन्हें हम देख रहे हैं इसलिए हम इसके लिए देरी को कैसे समायोजित कर सकते हैं यदि आप देखते हैं तो इस तरह के विलंब समायोजन समय संचालित समायोजन और संतुष्टि के लिए बहुत आवश्यक हैं इसलिए जब भी आपके पास किसी तरह की नकारात्मक स्लैक्स हों तो कहीं न कहीं आपको देरी को एडजस्ट करना होगा किसी तरह इस स्लैक को 0 या पॉजिटिव बनाना होगा ये बहुत ही आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से कुछ हैं आज हमने गेट को साइज़िंग और बफरिंग करते देखा है फिर से बफरिंग हम बाद में एक अलग संदर्भ में देखेंगे लेकिन समय के लिए